नमस्कार आपदा बहाली और बेहतर निर्माण पर व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है इस व्याख्यान में मैं आपदा की तैयारियों और आपदा बहाली में सूचना की भूमिका के बारे में चर्चा करूंगा यह व्याख्यान एक और दो लगातार व्याख्यान के साथ संबंध में होगा इसलिए कृपया बने रहें और इस एक के बाद अन्य दो व्याख्यान सुनें यहाँ ध्यान केंद्रित किया जाएगा आपदा की तैयारियों के बारे में निर्णय लेने के लिए जो आपदा बहाली को बढ़ावा देगा इस तरह का निर्णय लेते समय जो व्यक्तियों के लिए जानकारी का स्रोत हैं जहां से उन्हें जानकारी मिलती है तो यह बांग्लादेश है और मैं सबसे पहले आपको बांग्लादेश की छोटी समस्या से परिचित कराऊंगा और उन्हें आपदा की तैयारी क्यों और किस हद तक और किस संदर्भ में करनी है यह सुंदर देश बांग्लादेश है तीन पक्ष से भारत की सबसे उपजाऊ भूमि से घिरे हुए हैं लेकिन यह खूबसूरत देश विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में पेयजल जोखिम और जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिम आपदा के गंभीर खतरे में हैं यहां लाखों लोग जूझ रहे हैं यह बहुत घनी आबादी वाला देश है वहां की आबादी पहले से ही 20 करोड़ के करीब है इस क्षेत्र में वे 2 विशाल धीमा जहर पर्यावरण और आपदा जोखिम से पीड़ित है और कोई भी 5 साल या 10 साल से पहले तक महसूस नहीं कर रहा है यहाँ समस्या है कि भूजल का आर्सेनिक संदूषण आप भूजल नहीं पी सकते क्योंकि यह आर्सेनिक से दूषित है और आप सतह का पानी नहीं पी सकते क्योंकि यह लवणता से प्रभावित खारा है यदि आप इसे प्राप्त करते है तो पेचिश दस्त और अन्य स्वास्थ्य समस्या हो सकती है उनके पास एक इतिहास है जैसे 1971 पाकिस्तान से बांग्लादेश आजादी के बाद 1980 के दशक के शुरुआती समय में लोग अपने पीने के पानी की जरूरत के लिए नदी तालाब नहर या झीलों जैसे सतही जल पर निर्भर थे पीने के पानी के लिए नदियों की जरूरत है और ये सतह का पानी भी मीठा पानी है और लोग उसी पर निर्भर हैं लेकिन यूनेस्को ने जापान सरकार के साथ मिलकर पीने के पानी के रूप में सतही जल को बढ़ावा देना बंद कर दिया उन्होंने कहा कि उन्होंने पाया है कि यह जलजनित रोगों जैसे कि पेचिश दस्त और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों को जन्म दे सकता है इसलिए मृत्यु दर वहां बढ़ रहा है क्योंकि लोग तालाबों और झीलों का सतही पानी पी रहे थे जो कि यूनेस्को और अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में दूषित जलजनित बीमारी थी तो उन्होंने क्या किया उन्होंने यूनेस्को के सहयोग से बांग्लादेश सरकार ने इन नलकूपों को बढ़ावा देना शुरू किया जिन्हें आप देख सकते हैं कि हैंडपंप किस प्रकार के नलकूप हैं इसलिए ये नलकूप बहुत गहरे नहीं हैं केवल 15 20 मीटर तक आप पानी ले सकते हैं और आप इसका उपयोग कर सकते हैं वे बहुत अच्छी तरह से नलकूप के पानी को बढ़ावा दे रहे थे जो सस्ता है और जिसे आप भूजल तक पहुंचा सकते हैं अब लोगों ने नलकूपों का उपयोग करना शुरू कर दिया था और 1900 तक 10 15 वर्षों के बाद नलकूपों को बढ़ावा देना शुरू हो गया था बांग्लादेश की लगभग 80 ग्रामीण आबादी को नलकूपों से पीने का पानी मिलता था वे तालाबों और नदी के सतही जल पर निर्भर रहते थे वे सतह से नलकूप या हैंडपंप की ओर जाने लगे अब जब 80 लोग इसका उपयोग कर रहे हैं तब वैज्ञानिकों को पता चला कि लोग अब फिर से एक और आपदा एक और जोखिम जो आर्सेनिक संदूषण है के संपर्क में हैं यदि आप आर्सेनिक के दूषित पदार्थों वाले पानी पी रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होगा जिससे आप कैंसर की चपेट में आ सकते हैं इसलिए एक समस्या यह है कि आप सतह का पानी नहीं पी सकते क्योंकि यह पहले से ही दूषित था लेकिन हाल ही में यह पानी की लवणता से अधिक दूषित है यह समुद्र के स्तर में वृद्धि जलवायु परिवर्तन और आप में से कुछ प्रकार के परिवर्तन भी हो सकते हैं वे समुद्री जल को मुख्य भूमि क्षेत्रों में प्रवाहित कर रहे हैं परिणामस्वरूप ये क्षेत्र जल लवणता से भी दूषित होते हैं इसलिए पीने का पानी संकट में है आप भोजन नहीं कर सकतेआप सतह का पानी नहीं पी सकते क्योंकि यह पानी खारा है पर्यावरण और वन मंत्रालयबताती है 20 मिलियन लोग अपने पीने के पानी में लवणता की बदलती डिग्री से प्रभावित हैं एकीकृत क्षेत्रीय सूचना नेटवर्क 2007 ने बताया कि लवणता घुसपैठ पिछले 5 दशकों में 45 बढ़ी है यह कैसे बदल रहा है आप जानते हैं कि बांग्लादेश में पानी की लवणता घुसपैठ है इसलिए ये सभी लाल क्षेत्र वास्तव में पानी के खारे क्षेत्र हैं 1970 के अंत में या 1980 की शुरुआत में बांग्लादेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा समर्थित यूनिसेफ ने एक बड़े पैमाने पर उथले नलकूप स्थापित करने वाली परियोजना की पहल की पीने के पानी के दूषित होने के कारण डायरिया हैजा जैसी जलजनित बीमारियों से पीड़ित ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए है 80 से अधिक बांग्लादेशी आबादी पीने के पानी के लिए नलकूप पर निर्भर है वे जल आर्सेनिक के दूषित होने से प्रभावित हैं बांग्लादेश के 12 मिलियन लोगों ने पहले से ही आर्सेनिक के पहचाने जाने योग्य लक्षणों को पहचान लिया है और 30 से 40 मिलियन लोग अप्रत्यक्ष या सीधे खतरे में हैं क्योंकि वे आर्सेनिक दूषित पानी पी रहे हैं 30 40 मिलियन आबादी यह एक छोटी संख्या नहीं है इसके लिए क्या उपाय है आप पानी देख सकते हैं लेकिन आप पानी नहीं पी सकते उनके पास पानी की कमी नहीं है क्योंकि यह एक तटीय क्षेत्र है आप देख सकते हैं हर दिन पानी लेकिन आप न तो सतह का पानी न ही भूजल का पानी पी सकते हैं कुछ लोगों ने विचार किया कि समुदाय स्तर के पानी की आपूर्ति करने वाले तालाबों और फिल्टर प्रणाली के बारे में यह ऐसा था जैसे आप तालाब के पानी को इकट्ठा कर रहे हैं और फिर कुछ प्रकार के फ़िल्टरिंग रेत फिल्टर प्रकार के सिस्टम के साथ यह एकत्र हो गया है और फिर साफ पानी में आ रहा है लेकिन बहुत सारे रखरखाव के मुद्दे हैं और जो बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है इसे पीएसएफ कहा जाता है तालाब रेत फिल्टर लेकिन लोगों को लग रहा है कि यह वास्तव में पीने का पानी प्रदान करने के लिए काम नहीं कर रहा है लोगों को पानी फिल्टर प्रदान करने के लिए एक और उपाय है जो बेहतर पानी प्रदान करने के लिए कुछ हद तक काम करेगा हालांकि वैज्ञानिकों को बहुत यकीन नहीं है कि आर्सेनिक को खत्म करना हो सकता है लेकिन फिर भी यह बहुत बुरा नहीं है लेकिन क्या वे सस्ती हैं तटीय बांग्लादेश में लोग सबसे अधिक गरीबी वाले लोगों में से एक हैं बड़ी संख्या में आबादी बहुत गरीब हैं क्या वे इन फिल्टर को वहन कर सकते हैं यह एक सवाल है इसलिए लोग कह रहे हैं कि हमें इस क्षेत्र में वैकल्पिक पेयजल की आवश्यकता है वैज्ञानिकों ने पाया कि लोगों को इन वैकल्पिक पेयजल के लिए बहुत प्रोत्साहित नहीं किया जाता है कई कारण हैं लोगों की आदत और रवैया एक तरह की समस्या है लोग इस बात के लिए अभ्यस्त हो गए कि वे क्या पी रहे हैं वे कहेंगे मेरे पिता और मेरे पूर्वजों मेरे दादा मेरे दादा दादी नहीं हैं वे सभी यहां रह रहे हैं वे एक ही पानी पी रहे हैं उन्हें कोई समस्या नहीं थी वे 70 साल 80 साल तक बिना किसी मुद्दे के रहे मुझे क्यों परेशान होना चाहिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं मुझे इसकी आदत है इसलिए मेरी चिंता मत करो यह एक परिप्रेक्ष्य है जो लोग कह रहे हैं कि उनके पास जागरूकता की कमी है शायद उन्हें पता नहीं है वे इसका इस्तेमाल करते थे उन्हें इस आपदा की गंभीरता और भेद्यता का एहसास नहीं है लोग वास्तव में गरीब हैं उन्हें जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं उनकी पूरी आजीविका जोखिम में है सभी घरों में वे गरीबी के दृष्टिकोण आय के दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण से जोखिम में हैं इसलिए जब वे अपनी वित्तीय स्थिति के कारण हर दिन संकट में होते हैं तो उनके लिए अन्य मामले को देखना वास्तव में कठिन होता है इसलिए यह एक तरह का पृष्ठभूमि जोखिम है ऐसे अन्य कारक हैं जिनकी पहचान की गई है ये सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों में शिक्षा और अविश्वास की कमी है वे विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ये गैर सरकारी संगठन और सरकारी संगठन वास्तव में किसी भी प्रकार की वैकल्पिक पेयजल तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि 1980 में बताया कि आपकी सतह ठीक है आपके तालाब दूषित हैं कृपया नलकूपों का उपयोग करें लोगों को सतह के पानी का उपयोग न करने के लिए समझाने में लंबा समय लगा वे सतह के पानी का उपयोग करने में अधिक सहज हैं जो प्रेरित करने के लिए निवेश परियोजनाओं को खर्च करने में बहुत अधिक समय लगाते हैं अब आप फिर से कह रहे हैं कि उस का उपयोग न करें यह आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध क्षेत्र नहीं है आप निराश हैं हम कुछ नहीं कर सकते कुछ लोग उस चुनौती को स्वीकार करने के साथ आ रहे हैं एक बहुत ही नवीन विचार के साथ आ रहे हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास वास्तव में बहुत सारा पानी है सुरक्षित पीने के पानी के लिए आकाश में कई मोहरें हैं आकाश हमें पीने का पानी प्रदान करेगा और चिंता न करें इस नल से गैलन पानी प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है एक जापानी गैर लाभकारी संगठन है जो वर्षा के पानी के लिए काम करते हैं जापानी में एक प्रकार का वर्षा जल है जिसे अमामिजू कहते है कहा जाता है जो हर घर में मुस्कान लाएगा इसलिए नवाचार का प्रसार अपरिहार्य है यह घरेलू स्तर पर एक मॉडल टैंक है बरसात के मौसम के दौरान आपको पानी इकट्ठा करना होगा और छत के पानी से यह चैनलाइज़ हो जाएगा और हम इसे यहाँ स्टोर करेंगे एक छोटा सा जाल पाइप और फुकेट है बांग्लादेश जिसमें अप्रैल से मई तक बहुत अच्छी बारिश होती है यह सितंबर तक रहती है आप इस दौरान पानी को संरक्षित करते हैं अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने आपको पानी की जरूरत होती है यह 6 महीने तक आपके पास हमेशा वर्षा का पानी होता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है उनके पास औसतन 1500 से 2000 मिलीमीटर की वर्षा होती है लेकिन केवल इन महीनों में केंद्रित होती है कुछ लोग ने कहा हम इसे कर सकते हैं अगर हमारे पास लगभग 5000 लीटर पानी की टंकी है तो 4 और 5 परिवार के सदस्य पीने के उद्देश्य के लिए इस संरक्षित पानी के साथ 6 महीने आसानी से चला सकते हैं यह घरेलू स्तर पर एक छोटा टैंक है वह एनजीओ का व्यक्ति है और वे उपयोगकर्ता हैं इसलिए हमें इस टैंक को स्थापित करने की आवश्यकता है जो बहुत महंगा नहीं है चुनौती यह है कि बांग्लादेश में पीने के पानी के जोखिम को हल करने के लिए आपको बहुत सारे टैंक स्थापित करने की आवश्यकता है यह हमारी चुनौती है इसलिए हम इससे कैसे उबर सकते हैं हम इन वर्षा जल संचयन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं इसलिए एक योजनाकार के रूप में एक चिकित्सक के रूप में हम कह रहे हैं कि आपको बांग्लादेश में पीने के पानी के जोखिम को कम करने के लिए इस टैंक को बढ़ावा देने की आवश्यकता है हमें बताएं कि समाधान क्या है लोगों को पानी आदत जोखिम अज्ञानता की समस्या है इसलिए वे इस पर विचार नहीं कर रहे हैं कई समस्याएं हैं जैसे सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक समस्या है इसलिए ऐसी जटिल स्थितियों के दौरान सरकार ने आपको काम पर रखा है और आपसे पूछ रहा है कि क्या आप समाधान दे सकते हैं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि उन्हें क्या चाहिए सूचना की भूमिका क्या है हमें उन्हें किस तरह की जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि इन टैंकों को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा सके यह छोटा समर्थन है हमें बहुत बड़े विशाल प्रयास की आवश्यकता नहीं है इस छोटे से प्रयास का बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है जैसे प्रसार नवाचार का है यह नवीन प्रौद्योगिकी स्थायी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए अपरिहार्य है हमारी शोध समस्या अगर हम लोगों को आपके घर पर इस टैंक को स्थापित करने के लिए कह रहे हैं तो मैं वास्तव में भ्रमित हूं निर्णय लेना आसान नहीं है क्योंकि मैं वास्तव में लाभ योग्यता और अवगुण नहीं जानता मुझे आप पर क्यों विश्वास करना चाहिए मुझे जानकारी की आवश्यकता है क्योंकि यह एक अभिनव तकनीक है इसलिए नवाचार कुछ अर्थों में बहुत खतरनाक है क्योंकि यह नया है इसका लाभ और नुकसान लोगों को पता नहीं है इसलिए लोगों को अनिश्चित स्थिति में स्थापना का निर्णय लेना होगा यदि आप इसे खरीद रहे हैं तो पहले से ही कोई समस्या नहीं है आप इस रिमोट को खरीद सकते हैं लेकिन यह इससे पहले कभी नहीं आया लोग कैसे निर्णय लेंगे यह एक बड़ा सवाल है लोगों को किस तरह की जानकारी की जरूरत है उन्हें कैसे पता चलेगा कि यह अच्छा है या बुरा यह मेरे लिए काम करेगा या नहीं उन्हें जानकारी की आवश्यकता है यदि हम प्रदान करते हैं उनके पास जानकारी नहीं है क्योंकि यह नया है लेकिन अगर हम उन्हें जानकारी प्रदान करें जो वे अंततः जानते होंगे वे इस नवीन तकनीक का न्याय और मूल्यांकन करेंगे यह अभिनव रहेगा लेकिन यह नया नहीं होगा क्योंकि उनके पास कुछ प्रतिक्रिया होगी अब लोगों को अपनी अनिश्चितता को कम करने के लिए जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है कोई भी अनिश्चितता पसंद नहीं करता है हर कोई अपने भविष्य की भविष्यवाणी करना चाहता है जैसे किसी भी तरह का जोखिम जोखिम हमेशा भविष्य है जो आप जानते हैं कि यह सच है हम हमेशा भविष्य में जोखिम का सामना करते हैं भविष्य के जोखिम वर्तमान में नहीं हो सकते हैं या भूत भविष्य में हमेशा डर की तरह होते हैं इसलिए अनिश्चितता की तरह यह हमेशा भविष्य में होता है कोई भी अनिश्चित स्थिति पसंद नहीं करता है वे अनिश्चितता को कम करना चाहते हैं तो लोग जानकारी एकत्र करना चाहेंगे वे इस टैंक इस व्यक्ति के बारे में जानकारी कैसे एकत्र कर सकते हैं एक दूसरों से सुनने के माध्यम से इस टैंक का अवलोकन करके या कहीं न कहीं दोस्त की जगह बाजार और गुमनाम व्यक्ति के घर देख कर वे इस बारे में सुनकर इस सॉफ्टवेयर का ज्ञान लेंगे जैसे कि इस टैंक का कार्य क्या है यह कैसे काम करता है इसकी उपयोगिता और प्रभावशीलता क्या हैं यह मानव या सामाजिक नेटवर्क हो सकता है एक मास मीडिया हो सकता है इसलिए वह श्रवण के माध्यम से टैंक के बारे में जानकारी एकत्र कर सकता है लेकिन सुनवाई आपको केवल सॉफ्टवेयर भाग के बारे में जानकारी एकत्र करने की अनुमति दे सकती है हार्डवेयर भाग नहीं हार्डवेयर भाग के लिए आपको यह देखने की जरूरत है कि आकार संरचना क्या है क्या यह सुंदर है या नहीं क्या यह बड़ा या छोटा है ठीक है यह गोल या चौकोर है इसलिए ये भी बहुत आवश्यक हैं क्योंकि मेरे पास इसे स्थापित करने के लिए शायद जगह नहीं है या शायद यह बदसूरत लगेगी अगर मैं इसे अपने घर में रखूं तो इन हार्डवेयर घटकों को आप केवल अवलोकन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और फिर यह मेरा ज्ञान पूरा कर देगा लेकिन यह रोजर्स द्वारा विकसित नवाचारों के प्रसार का एक मॉडल है जानकारी निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है जैसे कि हम सुनवाई और अवलोकन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं लेकिन ज्ञान तुरंत अनुकूलन के लिए नेतृत्व नहीं करता है गोद लेने के निर्णय लेने से पहले हमें निर्णय लेने और निर्णय लेने की आवश्यकता है अनुनय मंच और निर्णय चरण एक व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से उस की क्या उपयोगिता है मुझे अधिक जानकारी की आवश्यकता है अगर मेरी स्थिति में उस व्यक्ति की व्यक्तिपरक व्याख्याएं यह काम करेगा या नहीं इस तरह का संदर्भ जो मुझे मिलता है जो हम चर्चाओं को कहते हैं हमारे पास है हमें 3 प्रकार की जानकारी चाहिए सुनवाई अवलोकन और चर्चा ये 3 जानकारी वास्तव में निर्णय को कम करने और अनिश्चितता में बनाने में मेरी मदद करेंगी और फिर मैं निर्णय लूंगा उसके बाद के मेरे 2 अन्य व्याख्यानों में मैं फिर आपको बांग्लादेश के लिए उदाहरण दूंगा जो परिणाम प्रतिपुष्टि देते हैं कि लोग इस जानकारी को कैसे एकत्र करते हैं वे किस तरह के नेटवर्क का उपयोग करते हैं और जो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं